अल्ट्रा वाइडबैंड एंटेना पर इस NPTEL लेक्चर में आपका स्वागत है ब्रॉडबैंड एंटेना पर चर्चा करते हुए हमने कहा कि लॉक किए गए पीरियोडिक एंटीना स्पाइरल एंटीना आदि हैं वे ब्रॉडबैंड हैं लेकिन वे प्रकृति में फैलने वाले हैं तो बहुत छोटी ड्यूरेशन की एक शुद्ध पल्स आमतौर पर नैनोसेकंड या पिकोसेकंड की ड्यूरेशन जो उस समय और उस प्रकार के एंटीना के माध्यम से पारित नहीं की जा सकती है इसमें गंभीर डिस्टॉर्शन होगी लेकिन आज हम दोनों प्रकार के अल्ट्रा वाइडबैंड एंटेना देखेंगे जो उस प्रकार की पल्सेस को पारित कर सकते हैं और हम विवरण में नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफी उन्नत विषय हैं लेकिन इन एंटेना के एप्लीकेशन की एक झलक पाने के लिए और आवश्यकताएं हैं कि क्यों इन एंटेना को विकसित किया जा रहा है आज हमारे पास यह लेक्चर होगा तो पहले हम पहली स्लाइड से शुरू करते हैं कि अल्ट्रा वाइडबैंड की परिभाषा क्या है वास्तव में इन पर बहुत बहस हुई है और IEEE अब भी अल्ट्रा वाइडबैंड की उचित परिभाषा के साथ नहीं आया है लेकिन FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन वे पहले से ही एक सही परिभाषा अल्ट्रा वाइडबैंड की वैज्ञानिक परिभाषा के साथ आए हैं तो हम देखेंगे कि उस के अनुसार एक सिग्नल को अल्ट्रा वाइडबैंड कहा जाता है यदि फ्रैक्शनल बैंडविड्थ 20 प्रतिशत से अधिक है फ्रैक्शनल बैंडविड्थ से क्या मतलब है वास्तव में यह नई चीज है क्योंकि अल्ट्रा वाइडबैंड सिग्नल के लिए सेंटर फ्रीक्वेंसी का कोई सवाल नहीं है तो ऑपरेशन की कम फ्रीक्वेंसी है ऑपरेशन की एक उच्च फ्रीक्वेंसी है तो उन्हें अधिकतम रूप से 10 dB के रूप में परिभाषित किया गया है तो fH एक उच्चतम फ्रीक्वेंसी है जिस पर सिग्नल की अधिकतम से 10dB इसी तरह fLहै तो यह fH माइनस fL बटा fH प्लस fL 2 में है जिससे यह बांडिड परिभाषा देता है और वैकल्पिक रूप से एक अल्ट्रा वाइडबैंड सिग्नल में कम से कम पूर्ण बैंडविड्थ 500MHz से अधिक होना चाहिए और अगर हम फिर से इस बैंडविड्थ परिभाषा को देखते हैं तो कृपया ध्यान दें हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अधिकतम बैंडविड्थ क्या है तो थियोरेटिकली अधिकतम इस एक से होगा क्योंकि fHऔर fL दोनों सकारात्मक फ्रीक्वेंसी होने चाहिए या वास्तव में fL सकारात्मक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि यह पता चले कि 200 प्रतिशत अधिकतम है कि किसी भी संकेत में अधिकतम बैंडविड्थ हो सकती है तो एक अल्ट्रा वाइडबैंड सिग्नल इसकी अधिकतम बैंडविड्थ 200 प्रतिशत है अब हम देखते हैं कि ये सिग्नल की तरह टिपिकल इंपल्स हैं लेकिन वास्तव में वे कुछ नैनोसेकंड की ड्यूरेशन की छोटी पल्सेस हैं इसलिए जाहिर है कि वे समय में बहुत कम हैं वे बड़े बैंडविड्थ पर कब्जा कर लेते हैं फिर ये संचार में हैं यह UWB आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न एप्लीकेशनस जहां ये आवश्यक हैं तो यह UWB संचार है जाहिर है इस प्रकार की छोटी पल्सेस वे ज्यादा दूरी नहीं जाती हैं उनकी सीमा सीमित है इसलिए शुरू में उनकी सीमा केवल कुछ मीटर थी यही कारण है कि आप देखते हैं कि ये सभी एप्लीकेशनस बहुत करीब हैं सीमा बहुत अधिक नहीं है लेकिन आजकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल डिवाइस और पीसी में सभी में UWB ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बिल्ट इन है UWB डिवाइस आमतौर पर ऑपरेट नहीं हो सकते हैं लेकिन आजकल 1 Gbps से अधिक का होना काफी स्वाभाविक है और उनकी सीमा संभवतः 50 मीटर है इसलिए कुछ मीटर से लेकर 50 मीटर तक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन उनके अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का सीधा पल्सेस ट्रांसमिटेड हो रहा है जाहिर है बहुत सारे अटैंयुएशन हैं यही कारण है कि सीमा सीमित है लेकिन अन्य UWB संचार एप्लीकेशनस वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए हैं आमतौर पर उस गति से 100 kbps कम है इसलिए मॉनिटरिंग ऑफिस और रेजिडेंशियल वातावरण की निगरानी करना फिर प्लांट मॉनिटरिंग एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग आदि फिर वायरलेस BAN दो बॉडी वियर डिवाइस के बीच बॉडी एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन वो भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कुछ उभरते आपातकालीन उद्देश्यों जैसे हिमस्खलन भूकंप के बाद यदि कोई संचार स्थापित करने के लिए नहीं है तो इस संचार का उपयोग किया जाता है फिर आग विभाग और कानून एनफोर्समेंट एजेंसियों आदि द्वारा संचार लेकिन संचार से अधिक वास्तव में इस तकनीक में कई अन्य एप्लीकेशनस हैं इसलिए विशेष रूप से रडार के रूप में UWB तकनीक पारंपरिक रडार की तुलना में एक अलग तरह के रडार हैं तो UWB तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या कोई दफन अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस है इसके अलावा कभी कभी कई हथियार गोला बारूद कुछ IED आदि रखे जाते हैं और बाद में जब युद्ध खत्म हो जाता है तो नागरिक लोगों को समस्या होती है इसलिए इसका पता लगाना UNO की नौकरी है इसलिए इसके लिए यह आवश्यक है फिर UWB तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए भी किया जाता है कि क्या दीवार के पीछे कोई है दीवार इमेजिंग के माध्यम से किसी के पीछे चाहे बर्फ के अंदर कुछ दफनाया गया हो विभिन्न पहाड़ी युद्ध किराए में इन की आवश्यकता होती है फिर आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्दियों के मौसम में पूरे उत्तर भारत रेलवे आंदोलन परेशान हो जाता है क्योंकि कोहरे आदि के कारण इसलिए कोहरे के दौरान रेल प्रणाली या परिवहन प्रणाली बेकाबू हो सकती है UWB तकनीक का उपयोग हाईवे स्वास्थ्य जांच हाईवे निरीक्षण पानी की पाइप जैसी अंडरग्राउंड उपयोगिता आदि के लिए भी किया जाता है उनका स्वास्थ्य क्या है क्या वे लिंक कर रहे हैं फिर बिल्डिंग चाहे वह नीचे गिर जाए या नहीं माइंज में जहां माइनिंग उद्योग है मेरा छत का स्वास्थ्य है क्या वे गिरेगा UWE तकनीक का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए सबसरफेस पानी डिटेक्शन के लिए भी किया जाता है यह भविष्यवाणी करता है कि किसी भी फसल का कितना विकास होगा तो क्रेन आंदोलन पिघले हुए सामान की एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल उपयोग हैं तो UWB टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजों के लिए उपयोग किया जाता है इस दफन वस्तु का पता लगाने के कुछ उदाहरण मेरे पास होंगे तब मैं कहता हूं कि इस प्रकार की माइंज हैं तो हम इस UWB तकनीक द्वारा इसका पता लगा सकते हैं फिर दीवार इमेजिंग के माध्यम से किसी ने कुछ बंधकों को ले लिया है इसलिए लोग देखना चाहते हैं पुलिस विभाग बाहर से देखना चाहता है कि अंदर कौन है फिर मान लीजिए किसी भी दीवार के पीछे कोई न कोई राइफल लेकर भागता है या कोई व्यक्ति वहां पर है मान लीजिए यह व्यक्ति इस दीवार के पीछे है दीवार के दूसरी तरफ से यह छवि दिखाती है कि कोई व्यक्ति है फिर ये सभी विभिन्न राइफलें हैं तो विभिन्न चित्र हैं फिर मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष में एक इन्फ्लेटेबल एंटीना रखना चाहते हैं आजकल लोग इसका उपयोग कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने के बाद एंटीना को उड़ा दिया जाएगा तो क्या यह UWB तकनीक हो सकता है फिर बहुत सारे ऑर्बिटल डबरीज बह रहे हैं क्या कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए इसके लिए उस का पता लगाने की आवश्यकता है फिर मान लीजिए कि कोई हिमस्खलन में फंस गया है तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कहां फंसा हुआ है या किसी इमारत के ढहने के मलबे के नीचे है यह भी कि व्यक्ति जीवित है या नहीं यह रिसर्च का एक सक्रिय क्षेत्र है फिर एक विमान क्या हम पूरी तरह से उस विमान की एक छवि ले सकते हैं जैसा कि हम ऑप्टिकल कैमरों से लेते हैं इसलिए इसके लिए यह आवश्यक है अब यदि हम विभिन्न एप्लीकेशनस को देखते हैं तो मूल रूप से दो प्रकार के एप्लीकेशनस हैं एक उच्च शक्ति या कम बिजली है जैसे संचार सबसरफेस डिटेक्शन विभिन्न उपयोगिताओं के लिए स्वास्थ्य जांच जिसमें कम बिजली प्रणालियों की आवश्यकता होती है जबकि परमाणु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या लाइटनिंग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर E बम इत्यादि नाम की चीज होती है इसके लिए जरूरी है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अतिसंवेदनशील हो या न हो इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के खिलाफ वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग कहा जाता है जिसके लिए हाई पावर सिस्टम की जरूरत होती है दरअसल दूसरी हाई पावर सिस्टम जो कि शीत युद्ध के समय की बात थी इसलिए उस समय जब इन सवालों के जवाब देने की कोशिश हो रही थी या इन सिस्टमज को विकसित करने की कोशिश कर रहे थे लोग हाई पावर विकसित सिस्टमज के साथ बाहर आए और उस सिस्टम को विकसित करने पर वास्तव में हाई पावर UWB एंटेना आया लेकिन कम शक्ति एक अधिक नागरिक प्रकार की आवश्यकता या इंटरनल सुरक्षा प्रकार की आवश्यकता है और अब वे एप्लिकेशन सामने आ रहे हैं और लोगों को कम पावर वाली UWB चीजें भी मिल रही हैं तो सवाल यह है कि इस तकनीक को पूरा करने के लिए हमें एंटेना की आवश्यकता है अब उच्च और निम्न दोनों बिजली सिस्टमज को 100 प्रतिशत से अधिक बैंडविड्थ के साथ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर UWB एंटेना की आवश्यकता होती है इसका मतलब है कि अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 10 GHz कहती है तो इसका मतलब है कि मुझे 10 GHz के बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी तो ऑपरेशन के किसी भी 10 GHz फ्रीक्वेंसी अगर मुझे 10 GHz की आवश्यकता है या इसमें 20 GHz प्रकार की बैंडविड्थ हो सकती है तो इसका मतलब है कि 200 प्रतिशत बैंडविड्थ जवाब है सौभाग्य से लोग इस तरह की चीजों के साथ आए हैं 200 प्रतिशत नहीं हो सकता है लेकिन 200 प्रतिशत के करीब जो हम आज दिखाएंगे अब पहले हम हाई पावर UWB एंटेना देखेंगे पहली बार 1995 में विकसित किया गया था इसे तीन वैज्ञानिकों कार्ल बॉम डीवी गिरि DVGiri और एवरेट फर्र द्वारा विकसित किया गया था दरअसल यह वायु सेना के अनुसंधान प्रयोगशाला कीर्टलैंड AFB न्यू मैक्सिको में विकसित किया गया था और प्रो टेक एक खेत है जो सप्लाई करता था लेकिन उस पूरे डिजाइन आदि के बारे में लगभग 20 वर्षों तक पूरे रिसर्च की गई थी और फिर इसका समापन इसमें हुआ इसीलिए इन तीनों व्यक्तियों को इस एंटीना विकास के लिए जॉन क्रू पुरस्कार मिला दरअसल यह पहली बार है जब उन्होंने दिखाया है कि एक नैनोसेकंड प्रकार की नब्ज गैर फैलाव के रूप में महसूस की जा सकती है और यह पहली विकसित चीज की तस्वीर है इसे इंपल्स रेडिएटिंग एंटीना कहा जाता है अब यह इस बारे में स्पष्ट व्यू है तो आप देखते हैं कि एक पैराबोला रिफ्लेक्टर है दरअसल इसे कुछ लॉन्चर वेव लॉन्चर कहा जाता है और इसलिए हम वैज्ञानिक रूप से इस बात को देखेंगे तो एक एक्साइटेशन सोर्स है यह एक बहुत ही हाई पावर एक्साइटेशन सोर्स है यह एक पल्स एक्साइटेशन है फिर ये फ़ीड हथियार हैं वे वास्तव में उस वेव को लेते हैं और उन्हें वास्तव में TEM वेव को ले जाना चाहिए वे TE या TM मोड के रास्ते को आने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि यदि वे आते हैं तो TE और TM मोड में कटौती होती है इसलिए उनके पास एक वाइडबैंड विशेषता नहीं हो सकती है तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर वह चीज गिरती है और उसके बाद एक प्लेन वेव बन जाता है इसके अलावा एंडज पर कुछ टर्मिनेटिंग लोडज हैं ये काटने के लिए हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट को काटने के लिए आता है तो एक IRA के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक एक पल्सर है वे उस पल्स सोर्स को कहते हैं यह एक हाई पावर पल्स है फिर एक TEM वेव लॉन्चर है फिर एक रिफ्लेक्टर होता है आपके पास किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्टर हो सकता है लेकिन प्रिफरेबली पैराबोलॉयडज का उपयोग किया जाता है और फिर कुछ टर्मिनेशनस अब TEM वेव लॉन्चर डिजाइन विकल्प यह एक बैंट सर्कुलर कोन हो सकता है यह कोप्लैनर प्लेट्स मॉडिफाइड कोप्लैनर प्लेट्स या एसिम्प्टोटिक कोनिकल डायपोल प्लेट्स हो सकती हैं यह बहुत आधुनिक चीज है तो हम उस बैंट सर्कुलर कोन को देखेंगे तो यह TEM वेवज को लॉन्च कर सकता है या यह कोप्लैनर प्लेट्स प्लेनर प्लेट्स हैं लेकिन कोप्लैनर हैं अब यह मॉडिफाइड कोप्लैनर प्लेट है और अंत में ACD एसिम्प्टोटिक कोनिकल डायपोल फ़ीड यह चीज़ है तो वास्तव में पारंपरिक IRA को कोप्लैनर प्लेट्स से डिजाइन किया गया था लेकिन यह पता चला कि इसमें 200 Ohm का इनपुट इंपीडेंस है तो ACD आपको वह भी दे सकता है लेकिन एसिम्प्टोटिक कोनिकल डायपोल की सुंदरता यह है कि यह अमैनेबल हो सकता है तो आप किसी भी इनपुट इंपीडेंस के साथ IRA बना सकते हैं तो यहाँ यह 200 Ohm दिखा रहा है लेकिन यह तुलना है और यह साबित किया जा सकता है कि ये ACD फ़ीड चीजें बेहतर लाभ भी देती हैं यह एक नुकसान है जिसे आप देखते हैं आमतौर पर 10 dB इंपीडेंस बैंडविड्थ है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड है यह किसी चीज़ के दिए गए नैनोसेकंड प्रकार के लिए कैसा दिखता है तब यह लाभ है तो ACD फ़ीड जो थोड़ा बेहतर की तुलना में बेहतर है अब IRA को मूल रूप से बालून की जरूरत है क्योंकि पारंपरिक IRA को डिजाइन किया गया था जिसमें 200 Ohm का इंपीडेंस है अब पल्स जनरेटर आम तौर पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 50 Ohm के साथ जनरेटर का उत्पादन करता है पल्स जनरेटर भी सिंगल एंडेड होते हैं तो 200 Ohm लाइन प्राप्त करना मुश्किल है इसलिए 200 Ohm से 50 Ohm बालून को जोड़ना होगा और कोई भी बालून कुछ बिजली नुकसान का उत्पादन करेगा जो अनडिजायरड है तो सवाल यह था कि लोगों ने IRA को मॉडिफाइ कर दिया है ताकि बालून की आवश्यकता न हो तो आप देखते हैं कि ACD के साथ आप एक 100 Ohm इंपीडेंस भी डिजाइन कर सकते हैं इसी तरह अब यदि आपके पास एक ग्राउंड प्लेन है और यदि आपके पास IRA का आधा हिस्सा है जिसे HIRA हाफ इम्पल्स रेडिएटिंग एंटीना कहा जाता है तो बलून से छुटकारा पाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो इससे 50 Ohm से 100 Ohm इंपीडेंस प्राप्त की जा सकती है यह एक आधा HIRA है यह इनपुट इंपीडेंस है तो आप देखते हैं 100 से 50 Ohm यह अलग अलग है निश्चित समय यह 50 Ohm से भी नीचे जा रहा है लेकिन यह बात अच्छी है और यह एक्साइटेशन है यदि आप इसका एक एक्साइटेशन देते हैं तो यह दूरी पर मापा वोल्टेज है तो आप देखते हैं कि वफादार यह इसे रीप्रोड्यूस कर रहा है यहां कोई फैलाव नहीं है और यह HIRA का इंपल्स रिस्पांस है तो यह सभी IRA की आवश्यकता है तो बहुत कम बज रहा है और आप इसे सफलतापूर्वक देखते हैं यह एक अच्छा इंपल्स रिस्पांस दे रहा है इसका मतलब है कि यदि आप एक इंपल्स देते हैं तो यह देता है अब आप कह सकते हैं कि इंपल्स एक तरफा है लेकिन दो क्यों हैं वास्तव में यह हमेशा आएगा क्योंकि वास्तव में फार फील्ड में वाइल्ड अप वेब लॉन्च हो रहा है एक सीधा रिटर्न है जो आपको यह एक नकारात्मक साइड देता है लेकिन उसके साथ यह सकारात्मक साइड यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक इंपल्स मौजूद है अब ये विभिन्न टर्मिनेशनस हैं आपके पास मेटल फिल्म रेसिस्टर्स हो सकते हैं या आपके पास कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर्स आदि हो सकते हैं इसलिए यह हाई पावर चीज थी अब कम पावर UWB कम पावर की चीजों का एक विशिष्ट एप्लीकेशन संचार को छोड़कर जो सभी एप्लीकेशनस ने इसके बारे में कहा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बना रहे हैं उन्हें किया जा सकता है तो विभिन्न विकल्प हैं प्रिंटेड मोनोपोल रग्बी बॉल एंटीना फिर विवाल्डी एंटेना थे बो टाई एंटेना आदि थे इसलिए हम उन्हें देखेंगे तो GPR एंटीना की क्या आवश्यकता है वास्तव में इसके लिए अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है क्योंकि कोई भी रेंज रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अधिक से अधिक आप बैंडविड्थ प्राप्त करते हैं आप रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ॉल्यूशन लें हम 10 GHz पर UWB प्रकार की बैंडविड्थ चाहते हैं फिर GPR कम फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन चाहता है क्योंकि इसे ग्राउंड या किसी भी सामग्री की दीवार आदि में पेनिट्रेट करने की जरूरत है इसलिए इसके लिए यह f L तक कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो आमतौर पर काफी कम होनी चाहिए मेगाहर्ट्ज़ 300 400 MHz जैसे के ऑर्डर में फिर इसके साथ ही इसमें हाई फ्रंट टू बैक रेशो होना चाहिए मतलब बैकलॉग को कम किया जाना चाहिए क्योंकि GPR हमेशा ग्राउंड से नीचे दिखता है इसलिए इस चीज में अनावश्यक रूप से पावर होनी चाहिए और अगर कोई लाभ होता है तो जाहिर है बेहतर लाभ का मतलब है कि ग्राउंड में बिजली की आवश्यकता कम या अधिक होगी तो ये किसी भी कम पावर वाले GPR प्रकार के एंटीना की चार आवश्यकताएं हैं तो GPR एंटेना की तुलना है एक TEM हॉर्न है यह एक साधारण हॉर्न है पॉइंट यह है के लिए यह एक गैर फैलाने वाली चीज भी देता है इसकी एक अच्छी डायरेक्टिविटी है लेकिन समस्या यह है कि इसका आकार बहुत बड़ा है स्पाइरल एंटीना हम पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुके हैं यह फैलाव है इसीलिए यह समस्या पैदा करता है इंपल्स रेडिएटिंग एंटीना भी कभी कभी इस कम प्रकार के एप्लीकेशनस के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन फिर समस्या यह है कि इसका आकार काफी बड़ा है तब टेपर्ड स्लॉट एंटीना होता है जिसे आमतौर पर विवाल्डी एंटीना कहा जाता है इसमें अच्छी बोर साइट की डायरेक्टिविटी और कम साइड लोब स्तर होता है लेकिन इसकी समस्या यह है कि इसका रेडिएशन एंड फायर है इसका मतलब है अधिकतम रेडिएशन एंड फायर दिशा में होता है इसलिए कुछ एप्लीकेशनस में यह समस्या पैदा करता है क्योंकि तब चीज का आकार काफी बड़ा हो जाता है साथ ही यह गैर फैलाने वाला भी होता है यह अल्ट्रा वाइडबैंड है फिर विभिन्न प्रकार के प्लेनर मोनोपोल और डायपोल होते हैं लेकिन कभी कभी वे फैल जाते हैं आदि अब हम कहते हैं एंटीना रग्बी बॉल मोनोपोल एंटीना में से एक इसकी बैंडविड्थ 03 GHz से 25 GHz है और उस परिभाषा से फ्रेक्शनल बैंडविड्थ अगर हम गणना करें तो यह 157 प्रतिशत बैंडविड्थ देती है इसका पोलराइजेशन लीनियर है डायरेक्टिविटी ओमनीडायरेक्शनल है यह इंपीडेंस बैंडविड्थ है आप 03 से 25 तक देखते हैं यह काम कर रहा है एक अन्य विकल्प बोटाई एंटीना है वास्तव में यह प्रकार एक डायपोल है जिससे वास्तव में लोगों ने इसे मॉडिफाइड किया है और फिर विभिन्न हाई फ्रीक्वेंसी अनडिजायरड चीजों को काटने के लिए कुछ रेजिस्टिव लोडिंग डालें फिर लंप पर लोड करने के बजाय एक बार लोगों ने यहां लोड भी किया है तो यह सिविल इंजीनियरिंग में से एक है हेल्थ चेकअप या विभिन्न बिल्डिंगज के बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य जैसे विभिन्न एप्लीकेशनस इस एंटीना का उपयोग किया जाता है अब एक RC लोड बो टाई एंटीना भी है तो यह एक प्लैनर है RC लोडिंग को एंटेना के अंदर रखा जाता है प्लेन की कंडक्टिंग करता है इसकी बैंडविड्थ 03 से 3 GHz है पिछले एक की तुलना में फ्रेक्शनल बैंडविड्थ 163 प्रतिशत है आप देख सकते हैं यह ग्राफ है यदि आप इस तरह से इनपुट सिग्नल देते हैं तो यह आपको इस तरह से सिग्नल देता है जैसा कि मैंने हमेशा कहा आप देखते हैं कि क्या आप एक इंपल्स देते हैं तो इसमें यह दो तरफा बात होगी जो कि किसी भी एंटीना की खासियत है क्योंकि फार फील्ड में एंटीना वास्तव में डेरिवेटिव डालता है तो एक सिग्नल ऊपर जा रहा है एक और सिग्नल नीचे जा रहा है इसलिए यदि आप उस डेरिवेटिव को लेते हैं तो आपको हमेशा यह सकारात्मक शिखर और नकारात्मक शिखर मिलेगा अब यह एक फैब्रिकेटेड RC बोटाई एंटीना है और यह S11 के लिए सिम्युलेटेड परिणाम है यह साकार लाभ है अंत में आप बैकलॉग रेडिएशनस को बेहतर करने के लिए कुछ लैंसेज भी लगा सकते हैं तो यह लेंस डिजाइन फिर से सतह इक्विवेलेंस सिद्धांत से है जिसे हमने देखा है और इसलिए लोग आजकल मेटामेटीरियल लेंस का उपयोग कर रहे हैं एक संपत्ति के रूप में मेटामेटीरियल वास्तव में मेटामेटीरियल का मतलब है जो मौजूद नहीं है दरअसल mu या एप्सिलॉन से बाहर मेटामेटीरियलज के लिए इसका मतलब है कि परमिट्टीविटी और परमीबिलिटी उनमें से एक नकारात्मक है जो हमें विभिन्न गुण प्रदान करती है जो मौजूदा सामग्री में नहीं पाए जाते हैं तो यह कुछ सेलज का एक प्लेनर ऐरे है यह एक पीरियोडिक स्ट्रक्चर है एक सेल इस तरह दिखती है और फिर यदि आपके पास है तो आप इसे वापस देखते हैं यह एंटीना प्लेन है और एक अलग प्लेन में एक लेंस है तो यह मॉडल है तो मेटामेटीरियल लेंस के साथ RC बोटाई यह एक साथ एक एंटीना बनाता है यह विभिन्न इनपुट गुण देता है और इसलिए आप देखते हैं कि रिटर्न लॉस को 10 dB के भीतर यहां से शुरू करके 3 GHz तक मापा जाता है इसका मतलब है कि इंपीडेंस बैंडविड्थ 03 से 3 GHz है जो काफी अच्छा है फिर फ्रंट टू बैक रेशो आप लेंस के साथ देखते हैं और लेंस के बिना यहां दिखाया गया है इसलिए फ्रंट टू बैक रेशो अधिकतम 1539 dB है इसका मतलब है कि यह 146 GHz पर 1539 dB से पीछे रेडिएशन काट रहा है और सभी फ्रीक्वेंसीज पर लेंस के बिना बेहतर है तो लेंस लगाने से मदद मिलती है कि फ्रंट टू बैक रेशो इनपुट है और बोर साइट लाभ आप देखते हैं कि लेंस के साथ अधिकतम लाभ 1152 dB है यह एक GPR एंटीना के लिए काफी महत्वपूर्ण है और लेंस के बिना अधिकतम लाभ 645 dB है इसलिए लेंस द्वारा दो पॉइंट GHz से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज पर लाभ में कम से कम 5 dB सुधार किया गया था फिर लोग एक और चीज के साथ आए कि RC लोडिंग के बजाय यदि आप एक लूप के साथ लोड करते हैं तो यह एक लूप बोटाई बराबर है तो लूप का इवैल्यूएशन कि ये लोडिंग थे यह वास्तविक एंटीना है और आप इस तरह लोड कर रहे हैं तो अगर आप मानते हैं कि ये दोनों अगर आप में शामिल हो जाते हैं तो यह कुछ इस तरह से हो जाता है तो यह एक बोटाई एंटीना है जो लूप से भरा हुआ है तो यह फैब्रिकेटेड एंटीना हैं ये कुछ परिणाम हैं और रेडिएशन पैटर्न अब एक बात यह है कि इन सभी UWE एंटेना में एक समस्या थी इससे पहले कि ये सभी आधुनिक एंटेना आते हैं कि कम फ्रीक्वेंसीज पर इनके पास हमेशा बोर साइट अधिकतम रेडिएशन हैं लेकिन निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद वे झुकना शुरू कर देते हैं मुख्य बीम झुकना शुरू कर देता है लेकिन यह एक आप देखते हैं कि कोई झुकाव नहीं है पूरे बैंड में कोई झुकाव नहीं है अब यह वास्तव में जो भी इंपीडेंस बैंडविड्थ दे रहा था वह संपूर्ण बैंडविड्थ UWB एंटेना के उपयोग योग्य नहीं था यही कारण है कि उपयोगी बैंडविड्थ नामक एक शब्द है तो यह पता चला कि सभी UWB प्लानर एंटेना इन से पीड़ित थे अब यह एक ऐसा लगता है कि यह बना दिया है और यह भी कि आप कुछ निर्देशकों को रख सकते हैं आप देखते हैं कि एक के बजाय अधिक लूप होते हैं जिससे निर्देशक को एक तरह की चीज मिलती है तो यह एक फैब्रिकेटेड एंटीना लूप लोडेड बोटाई है ये विभिन्न डिज़ाइन पैरामीटरज़ हैं और यह निर्देशकों के साथ है यह रेडिएशन पैटर्न है आप देखते हैं कि रेडिएशन पैटर्न विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर बदल रहा है लेकिन अधिकतम रेडिएशन हमेशा बोर साइट पर होता है यही कारण है कि आप यहां देखते हैं कि यह इस बोटाई एंटीना के लिए विभिन्न दावेदारों में सूचीबद्ध है बैंडविड्थ आप देखते हैं कि 10 से 1 विशिष्ट है 10 से 1 का मतलब है यदि आपके पास 500 MHz है तो आपका लूप fL 500 है और आपका fH 10 गुना है इसका मतलब है कि 5 GHz है लेकिन दुर्भाग्य से RC लोडिड बोटाई है एक उपयोगी बैंडविड्थ 4 से 1 है क्योंकि इसका मतलब है कि 2 GHz के बाद बीम झुकाव शुरू कर देगा अब आप अन्य चीजों को भी देखते हैं लोग विभिन्न संदर्भों के साथ आए हैं इसलिए लोग 250 MHz पर चले गए हैं लेकिन आप देखते हैं कि 3 से 1 बैंडविड्थ है और आकार भी एक फेक्टर है क्योंकि इन सिस्टमज़ के लिए छोटा आकार अच्छा है तो RC बोटाई आपको 10 से 1 तक दे सकती है जो कि 5 से 1 है पर यदि आप लेंस लगाते हैं तो वह 5 से 1 7 से 1 हो जाता है आप देखिए अन्य चीजें कम या ज्यादा हैं वही लेकिन लूप बोटाई आप देखते हैं 500 MHz है 10 से 1 को 11 से 1 में बदल दिया गया है इसका मतलब है कि बैंडविड्थ बढ़ रही है और लूप बोटाई प्लस डायरेक्टर्स जिसे आप देखते हैं यह शानदार हो रहा है और साथ ही 13 से 1 है यह अब तक का सबसे अच्छा है और उपयोग करने योग्य बैंडविड्थ भी भरा हुआ है यह इंपीडेंस बैंडविड्थ एक रिमारकेबल सुधार है और यह एक बहुत अच्छा GPR एंटीना है तो उम्मीद है इस सुविधा में बहुत सारे फीचर होंगे इसलिए इसके साथ हमने विभिन्न UWB एंटेना को देखा है विभिन्न विशेषताएं हैं इसे कैसे बनाया जाए और यह रिसर्च का एक एक्टिव क्षेत्र है उम्मीद है कि लोग इसके बाद बेहतर से बेहतर एंटेना के साथ आएंगे तो इस UWB एंटेना के साथ हमने दिखाया है कि आपके पास चित्र हो सकता है कि आप एक पल्स एक्साइटेशन दे रहे हैं बहुत ही नैरो पल्स पिकोसेकंड की ड्यूरेशन का है लेकिन आप उस तरह से रेडिएटिड संकेत भी प्राप्त कर रहे हैं इसलिए वहाँ कोई फैलाव नहीं है तो ये आशाजनक बातें हैं उम्मीद है कि आप लोग भी बेहतर एंटीना डिजाइन की खोज करेंगे लेकिन जो कुछ भी हमने देखा है वह मूल रूप से एंटेना के पूर्ण डिजाइन हैं इसलिए हम यहां इस लेक्चर का समापन करते हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि विभिन्न एंटेना विशेषताओं को कैसे मापना है इसलिए हम एंटीना मेजरमेंटस पर ध्यान केंद्रित करेंगे धन्यवाद